पहले हमें यह समझना चाहिए कि इन पेंचों की क्या आवश्यकता है पेंच चूड़ी तो मूल रूप से यह चूड़ी जो यहां इस बोल्ट में उपयोग किया जाता है यह चूड़ी यहां जो वहां है यह मुझे अस्थायी असेंबली बनाने में लचीलापन देने की कोशिश करता है इसलिए मैं 2 टुकड़े को इकट्ठा करना चाहता था मैं इस बोल्ट का उपयोग करूंगा और फिर या तो मैं इसे सीधे प्लेट में रख सकता हूं या मैं दूसरी तरफ एक नट रख सकता हूं और बन्धन के लिए उपयोग करने का प्रयास कर सकता हूं तो इसका उपयोग अस्थायी बन्धन या अस्थायी असेंबली （assembly） के लिए किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि जहां कहीं भी मैं एक बहुत ही जटिल ज्यामिति बनाना चाहता हूं मैं इसे एक टुकड़े में नहीं कर पाऊंगा मैं इसे कई टुकड़ों में करता हूं या तो मैं इसे गोंद देता हूं या मैं यह बन्धन लगाव करता हूं और एक जटिल संरचना बनाने की कोशिश करता हूं यह जटिल संरचना इस सीमा के कारण हो सकती है कि मेरे पास एक बड़ा बिस्तर नहीं है तो वह एक है दूसरी बात यह है कि मेरे पास अक्सर भागों में टूट फूट होती है तो मुझे असेंबली （assembly） को बदलने की जरूरत है और फिर उत्पाद के साथ आगे बढ़ना होगा तो वहाँ भी मैं इन अस्थायी बन्धन तकनीकों जैसे स्क्रू थ्रेड्स （screwthreads） का उपयोग करता हूँ और यदि आप इस स्क्रू थ्रेड （screw threads） को देखते हैं तो आपको समझना चाहिए कि यह एक मानक समतल शाफ्ट （shaft） की तरह नहीं है तो एक मानक समतल शाफ्ट （shaft）व्यास को मापना आसान है यहां यह एक चूड़ी है जो चलता है तो आपके पास एक चोटी है आपके पास एक घाटी है तो अब जब आप दूरी को मापने की कोशिश करते हैं अगर आप यहां से अगली अंतराल तक मापने की कोशिश करते हैं तो शायद एक भिन्नता होगी या अगर मैं एक समतल प्लेट （plate）को एक लाइन पर रखने की कोशिश करता हूं तो संपर्क में पूर्ण समतलता नहीं हो सकती है तो मानक मापने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है ठीक है और यहाँ आप देखते हैं कि मैंने विभिन्न प्रकार के पेंच चूड़ी M 6 M 4 M 5 M 8 और M 3 लगाए हैं तो यह मुझे बताता है कि ये डाट हैं मूल रूप से यह मुझे स्पष्ट रूप से बताता है कि ये किसी पैमाने की बात कर रहे हैं और यह पैमाना एक मानक पैमाना है तो यह मुझे विनिमेयता की स्वतंत्रता देता है तो हमने शुरू में इस पाठ्यक्रम में अध्ययन किया कि विनिमेयता की क्या आवश्यकता है इसलिए विनिमेयता की अवधारणा को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक मानक होना चाहिए तो एम ३ एम ४ एम ५ एम ६ और एम ८ ये विभिन्न प्रकार के डाट हैं जो आज बाजार में उपलब्ध हैं इन चरणों का उपयोग करके आप एक चूड़ी बनाते हैं तो ये चूड़ी एक अंतरराष्ट्रीय मानक का पालन करते हैं ठीक है

तो आइए देखें कि हम इस व्याख्यान में क्या शामिल करने जा रहे हैं इसलिए हम स्क्रू थ्रेड्स （ screw threads）के लिए माप क्या हैं इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे फिर कुछ शब्दावली स्क्रू थ्रेड मेट्रोलॉजी （screw thread metrology ）शब्दावली हम देखेंगे फिर स्क्रू थ्रेड （screw thread）तत्वों की माप हम देखेंगे फिर थ्रेड गेज （thread gauge）हम देखेंगे और फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हम चित्रों को कैसे मापते हैं तो गेज （gauge）को समझने की क्या आवश्यकता है तो इन गेजों （gauges） थ्रेड गेजों （thread gauges） का अर्थ है कि यह गो （Go） या नो गो （No Go） गेज （gauge）जैसा कुछ है हम इसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो हाँ नहीं तो हम इस थ्रेड गेज （thread gauge）का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि आप माप करना चाहते हैं तो हम माप में विभिन्न तत्वों से गुजरेंगे और अंत में पिच （pitch） करेंगे पेंच चूड़ी का मापन स्क्रू थ्रेड ज्योमेट्री （Screw thread geometry） 19वीं शताब्दी की शुरुआत से विकसित हुई है व्हिटवर्थ थ्रेड सिस्टम （Whitworth thread system） जिसे 1840 की शुरुआत में प्रस्तावित किया गया था पहला प्रलेखित स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल （screw thread profile） था जो उपयोग में आया तो वह वह समय था जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें （machines）बनने लगीं तो और इनमें से बहुत सी मशीनों （machines）में बहुत सारे यांत्रिक चलने वाले पुर्जे थे जो टूट फूट गए थे इसलिए लोग कुछ बन्धन तकनीकों को देख रहे थे जिनका उपयोग किया जा सकता है ताकि उनके पास रखरखाव हो सके इस औद्योगिक क्रांति के कुछ दशक बाद या औद्योगिक काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्क्रू （screw） चूड़ियों की विक्रेता प्रणाली उपयोग में आई ये दोनों प्रणालियाँ बहुत लंबे समय से चलन में थीं और अधिक व्यापक एकीकृत पेंच चूड़ी प्रणाली की नींव रखी क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे देश हैं जो इंच （inch） के पैमाने का पालन करते हैं कुछ ऐसे देश हैं जो मिलीमीटर （millimetre） पैमाने का पालन करते हैं ठीक है तो इंच （inch）और मिलीमीटर （millimetre） में हमेशा अंतर होता है Sइसलिए यदि आप एक मानक रखना चाहते हैं और फिर दुनिया भर में आपको अपने पुर्जों की आपूर्ति शुरू करनी होगी तो लोगों ने कहा कि इंच （inch） से मिलीमीटर （millimetre） तक चलते हैं तो यह अब एक एकीकृत मानक है तो हम स्क्रू （screw）चूड़ी के लिए इन मिलीमीटर （millimetre） मानक मिलीमीटर（millimetre） इकाइयों का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्क्रू थ्रेड गेजिंग （screw thread gauging）औद्योगिक मेट्रोलॉजी （metrology） में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ज्यामितीय विशेषताओं जैसे लंबाई व्यास पेंच माप को मापने के विपरीत अधिक जटिल है तो यदि आप इस तरह लेते हैं तो यह एक शाफ्ट （shaft） है तो यदि आप इस शाफ्ट （shaft）के आयाम को मापना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि हम लंबाई के संदर्भ में बात करने की कोशिश करते हैं और फिर हम व्यास के संदर्भ में बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब आप इसके ऊपर एक पेंच चूड़ी रखने की कोशिश करते हैं तो जटिलता बढ़ जाती है यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें इसकी आवश्यकता है जटिलताएँ क्या हैं हमें परस्पर संबंधित ज्यामितीय पहलू जैसे पिच （pitch）व्यास लेड（lead） हेलिक्स （helix） फ्लैंक （flank）कोण और उनमें से कई अन्य चीजों को मापने की आवश्यकता है तो आगे की स्लाइड （slide） में हम जानेंगे कि क्या हैं ये चीजें तो यहाँ मैंने किंवदंतियों को सूचीबद्ध किया है तो इससे आप इस आकृति को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं तो चलिए कदम दर कदम चलते हैं पहले हम पिच लेने की कोशिश करेंगे तो पिच क्या है यदि आप स्क्रू थ्रेड （screw thread）में 2 चोटियों के बीच के आयाम को मापने की कोशिश करते हैं इसे पिच （pitch） कहा जाता है ठीक है इसे पिच （pitch）कहा जाता है तो आपकी आवश्यकता के आधार पर पिच （pitch） बदल सकती है आपके पास एक छोटी पिच （pitch） हो सकती है आपके पास एक बड़ी पिच （pitch）हो सकती है इसका मतलब यह है कि अगर पिच （pitch） इतनी बड़ी है तो चूड़ियों की संख्या कम होने वाली है तो यहाँ पिचों का निर्णय भार के आधार पर लिया जाता है जो प्रभाव में आता है और व्यास भी ठीक है तो यह पिच है अगला एक प्रमुख व्यास होने जा रहा है तो इस बिंदु के बीच बड़ा व्यास होता है और देखें कि क्या आप देखते हैं कि एक चोटी है यहीं एक चोटी है तो सबसे ऊपरी बिंदु से यदि आप विपरीत दिशा में सबसे ऊपरी बिंदु पर ले जाने का प्रयास करते हैं तो इसे एक प्रमुख व्यास कहा जाता है इसलिए प्रमुख व्यास तो अगला छोटा व्यास होने वाला है छोटा व्यास बड़ा व्यास छोटा व्यास होने जा रहा है लघु व्यास इस बिंदु से ठीक इस बिंदु से बाहर की ओर होने वाला है तो यहाँ से यह यहाँ जाता है तो यह लघु व्यास होगा और पिच व्यास क्या है पिच व्यास अक्ष के समाक्षीय के केंद्र से है जिसे आप इस बिंदु के माध्यम से देखेंगे हम इसे पिच व्यास कहते हैं ठीक है पिच रेखा क्या है इसे लगभग पिच रेखा से गुजरने वाली रेखा कुछ भी नहीं है लेकिन अक्ष रेखा को पिच रेखा कहा जाता है पेंच की धुरी इसका मध्य भाग फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि परिशिष्ट क्या है और हम देखेंगे कि समर्पण क्या है परिशिष्ट का अर्थ है केंद्रीय अक्ष से चोटी तक इसे परिशिष्ट कहा जाता है यहां से यहां तक केंद्रीय अक्ष से इसे परिशिष्ट कहा जाता है तोसमर्पण क्या है केंद्रीय धुरी से आप काल्पनिक रूप से एक चोटी बनाने की कोशिश करते हैं दाएं या शंकु का एक काट छांट करते हैं तो तब तक इसे समर्पण कहा जाता है ठीक है तो चूड़ी की गहराई सबसे ऊपर के हिस्से से सबसे नीचे के हिस्से तक एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी तक होगी इसलिए एक चोटी घाटी तक होगी तो इसे चूड़ी की गहराई कहा जाता है और यहाँ यह कोण 2 समतल समतलों के बीच एक कोण पर है तो इसे चूड़ी का कोण कहा जाता है यह इस भाग को चूड़ी का कोण कहा जाता है लेकिन आपके पास समतल समतल है तो यह समतल विमान एक कोण बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसे चूड़ी का कोण कहा जाता है तो यहाँ चूड़ी के संबंध में फ्लैंक कोण क्या है आप सतह और एकल चूड़ी के केंद्रीय अक्ष के बीच एक को लेने की कोशिश करते हैं यह एक फ्लैंक कोण बनाता है ठीक है तो फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि एपेक्स क्या है इसलिए यदि आप आरेखण करने का प्रयास करते हैं और आप समतल तल को विस्तारित करने का प्रयास करते हैं और यदि यह एक बिंदु पर मिलता है तो उस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है ठीक है उसी प्रकार तल में जहाँ भी वह मिलता है उसे जड़ कहते हैं अत यह वह भाग जहाँ यह काल्पनिक रेखा को छूता है चोटी कहलाता है तो चोटी शीर्ष पर होती है जड़ नीचे होती है शीर्ष जड़ पर नीचे की ओर चोटी तो जो बचा है वह कोणीय पिच है तो कोणीय पिच कुछ भी नहीं है लेकिन जो इस विस्तारित चूड़ी के काल्पनिक नीचे बिंदु से सबसे ऊपरी बिंदु तक कवर करती है उसे कोणीय पिच कहा जाता है तो ये कुछ शब्दावली हैं जिनका उपयोग तब किया जाता है जब आपको थ्रेड्स के बारे में बात करते समय शाफ्ट व्यास और लंबाई के अलावा इन शब्दावली को मापना होता है तो थ्रेड स्क्रू थ्रेड शब्दावली थोड़ी अलग है लेकिन आम तौर पर हम जिस बारे में अधिक बात करते हैं वह पिच है और फिर हमने परिशिष्ट समर्पण चूड़ियां की गहराई और चूड़ी के कोण के बारे में बात की तो चूड़ी का कोण तब होता है जब एक ही चूड़ी होता है जो कोण घटाया जाता है उसे थीटा कहा जाता है और जब यह अक्ष केंद्रीय अक्ष के संबंध में होता है तो यह अल्फा बन जाता है तो अब आइए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देखें स्क्रू थ्रेड टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए अमेरिकन सोसाइटी के रूप में ASTME ने स्क्रू थ्रेड को निम्नानुसार परिभाषित किया स्क्रू थ्रेड एक बेलन या शंकु की बाहरी या आंतरिक सतह पर एक समान खंड के निरंतर पेचदार नाली बनाकर उत्पन्न पेचदार उभाड़ है ठीक है पेचदार उभाड़ है पेचदार उभाड़ यह पेचदार है ठीक है तो जब यह हेलिक्स है तो यह हेलिक्स है ठीक है पेचदार उभाड़ पेचदार उभाड़ एक सतत पेचदार नाली बनाकर एक सतत पेचदार नाली बनाकर उत्पन्न होता है तो यह एक नाली है यह एक नाली है तो यह एक खांचा है जो गहराई दी गई है बाहरी और आंतरिक पर समान क्रॉस सेक्शन का पेचदार नाली जब आप बोल्ट के बारे में बात करते हैं तो यह बाहरी होता है जब आप नट के बारे में बात करते हैं तो यह आंतरिक होता है स्क्रू में बाहरी नट आंतरिक होगा एक बेलन या शंकु की सतह यानी स्क्रू थ्रेड चूड़ी का रूप यह एक पूर्ण चूड़ी के समोच्च का आकार है जैसा कि एक अक्षीय खंड में देखा जाता है चूड़ी का रूप यह एक पूर्ण चूड़ी के समोच्च का आकार है एक पूरा चूड़ी जैसा कि अक्षीय खंड में देखा जाता है चूड़ी का रूप है कुछ लोकप्रिय चूड़ी रूप ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ हैं व्हिटवर्थ एक मानक है अमेरिकन स्टैंडर्ड फिर ब्रिटिश एसोसिएशन नक्कल बट्रेस और यूनिफाइड एक्मे British Association Knuckle Buttress and Unified Acme तो एक्मे सबसे आम चूड़ी है जिसका आज उपयोग किया जाता है लेकिन हमारे पास अभी भी व्हिटवर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड ब्रिटिश एसोसिएशन नक्कल Whitworth American Standard British Association Knuckle a और फिर बट्रेस यूनिफाइड Buttress Unified और एक्मे बाहरी चूड़ी है और आंतरिक चूड़ी एक कार्यवस्तु की बाहरी सतह पर बने पेंचचूड़ी को बाहरी चूड़ी कहा जाता है उदाहरण के लिए बोल्ट स्टड ये बाहरी चूड़ी हैं जब आप आंतरिक चूड़ी के बारे में बात करते हैं तो कार्यवस्तु की आंतरिक सतह पर बने पेंच चूड़ी को आंतरिक चूड़ी कहा जाता है उदाहरण के लिए एक नट में ठीक है चूड़ी की धुरी क्या है इसे अन्यथा पिच लाइन कहा जाता है यदि आप वापस जाते हैं और परिभाषा पिच लाइन देखते हैं तो 6 पिच लाइन कुछ भी नहीं है लेकिन चूड़ी की धुरी को पिच लाइन कहा जाता है तो चूड़ी की धुरी यह चूड़ी के केंद्र में अनुदैर्ध्य की चलने वाली काल्पनिक रेखा है जिसे चूड़ी की धुरी कहा जाता है जो कि पिच लाइन के अलावा और कुछ नहीं है अगला एक मौलिक त्रिभुज है यह मूल त्रिभुज है तो यह एक काल्पनिक त्रिभुज है जो तब बनता है जब फ्लैंक को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि वे एक दूसरे से एक शीर्ष या शीर्ष बनाने के लिए मिलते हैं तो आम तौर पर एक पेंच में क्या होगा कि यह कुछ इस तरह होगा यह एक पेंच चूड़ी होगा लेकिन यदि आप इस पर प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो यह एक मौलिक त्रिभुज बनाता है यह एक छवि है यदि आप इस तरह जा सकते हैं यह आपका अल्फा है यह आपका थीटा है यह एक काल्पनिक त्रिभुज है जो तब बनता है जब फ्लैंक इसे फ्लैंक कहा जाता है ठीक है फ्लैंक को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि वे एक दूसरे से मिलकर एक शीर्ष या एक शीर्ष नहीं बना लेते चूड़ी का कोण यह अक्षीय तल में मापे गए चूड़ी के तख़्त के बीच का कोण है यह फ़्लैंक थीटा के बीच का कोण है यदि आप वापस जाते हैं तो थीटा को देखें थीटा और कुछ नहीं बल्कि चूड़ी का कोण है यह एक फ़्लैंक है जिसे मैंने एक सतह कहा था यह इन 2 फ़्लैंक्स के बीच का फ़्लैंक है जो कोण घटाया जाता है उसे थीटा कहा जाता है जो कि थ्रेड का कोण है इन सभी मापदंडों को मापा जाना है अगला पार्श्व कोण यह एक चूड़ी के तख़्त और अक्ष के लंबवत के बीच बनने वाला कोण है मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ है लंबवत रेखा और फ्लैंक अल्फा के बीच में यह अल्फा के अलावा कुछ भी नहीं है यह आपके चूड़ी के एक तख़्त और चूड़ी की धुरी के लंबवत के बीच बनने वाला कोण है जो एक मौलिक त्रिभुज के शीर्ष से होकर गुजरता है जिसे फ़्लैंक कोण कहा जाता है यदि आप पीछे जाते हैं और देखते हैं कि अल्फा फ़्लैंक कोण है तो यह एक त्रिभुज है तो यह md मूल त्रिभुज है यह मूल पृष्ठ है इसलिए यदि आप इस कोण के संबंध में एक काल्पनिक लंबवत खींचने का प्रयास करते हैं तो इसे फ्लैंक कोण कहा जाता है फिर पिच क्या है पिच चूड़ी की धुरी के समानांतर मापा जाने वाले आसन्न चूड़ियों पर 2 संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी है तो यह बीच की दूरी है ठीक है यह आसन्न चूड़ी पर 2 संबंधित बिंदुओं के बीच की दूरी है चूड़ी की धुरी के समानांतर मापा जाता है जिसे पिच कहा जाता है लेड क्या है यह पेंच द्वारा स्थानांतरित की गई अक्षीय दूरी है जब पेंच को एक पूर्ण घुमाव दिया जाता है तो इसे धुरी कहा जाता है उदाहरण के लिए आपके पास शाफ्ट है या आपके पास पेंच है तो आपके पास कुछ नट है यह नट घुमाया जाता है तो यह स्थानांतरित की गई अक्षीय दूरी है यह पेंच द्वारा चली गई वास्तविक दूरी है जब स्क्रू को इसके बारे में एक पूर्ण घुमाव दी जाती है तो इसे अक्ष कहा जाता है फिर लीड कोण यह धुरी के लंबवत समतल के साथ पिच की लंबाई पर चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाया गया कोण है हेलिक्स कोण हम पहले ही देख चुके हैं कि यह धुरी के साथ पिच लाइन पर चूड़ी के हेलिक्स द्वारा बनाया गया कोण है और इसे एक अक्षीय तल में मापा जाता है फिर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि बड़ा व्यास और लघु व्यास क्या है बाहरी चूड़ी के मामले में प्रमुख व्यास प्रमुख बेलन का व्यास होता है जो पेंच के साथ समाक्षीय होता है और बाहरी चूड़ी के शिखर को छूता है इसलिए यदि आप वापस जाते हैं तो बड़ा व्यास 3 है यह 3 है तो एक काल्पनिक परिभाषा को देखते हैं यह प्रमुख व्यास है जो एक प्रमुख बेलन की छवि का व्यास है जो काल्पनिक है जो पेंच के लिए समाक्षीय है पेंच के लिए समाक्षीय और उस चोटी को छूता है पेंच को समाक्षीय और जो चोटी को छूता है तो यह पेंच के लिए समाक्षीय है और सभी चोटी को छूता है जिसे प्रमुख व्यास कहा जाता है जब हम बाहरी चूड़ी के मामले में छोटे व्यास के बारे में बात करते हैं तो लघु व्यास छोटे बेलन का व्यास होता है जो पेंच के साथ समाक्षीय होता है और बाहरी चूड़ी की जड़ को छूता है जो बाहरी चूड़ी की जड़ों को छूता है लघु व्यास कहलाता है तो आंतरिक चूड़ी के लिए यह बेलन का व्यास है जो चूड़ी के शिखर के शिखर को छूता है यह आंतरिक के लिए है और वह बाहरी के लिए है कृपया और यह बहुत महत्वपूर्ण है जब परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है तो आप हमेशा कह सकते हैं कि मैं आंतरिक धागे के संदर्भ में पूछ सकता हूं कि प्रमुख व्यास चूड़ी के शिखर को छूता है तो इसे रूट व्यास प्रभावी व्यास या पिच व्यास कहा जाता है यह एक पिच बेलन का व्यास होता है जो पेंच की धुरी के साथ समाक्षीय होता है और एक चूड़ी के फ्लैंक को इस तरह से सम्मिलित करता है जैसे कि चूड़ी की चौड़ाई और उनके बीच की जगह की चौड़ाई समान हो सामान्य तौर पर प्रत्येक स्क्रू थ्रेड को एक प्रभावी व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या यदि यह व्यास है क्योंकि यह स्क्रू और नट के बीच फिट की गुणवत्ता तय करता है तो ये भी बहुत जरूरी है सामान्य तौर पर प्रत्येक स्क्रू थ्रेड को एक प्रभावी व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है क्योंकि यह स्क्रू और नट के बीच फिट की गुणवत्ता तय करता है तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तो कृपया इसे ध्यान में रखें जब यह बड़ा व्यास या छोटा व्यास होता है तो यह बाहरी चूड़ी आंतरिक चूड़ी होने पर दोनों होगा यह जड़ और चोटी होगा जो अंतर है और यहां अगर हम फिट के बारे में बात करना चाहते हैं जो पेंच और नट के बीच होना है तो पिच व्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इन सभी चीजों को इस ज्यामिति में परिभाषित किया गया है पिच व्यास भी परिभाषित है पिच व्यास पिच व्यास 4 है तो यह पिच व्यास है ठीक है लघु व्यास यह शिखा और गर्त के बीच का छोटा व्यास है तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड हो सकते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड के मामले में लीड पिच के बराबर है लीड क्या है लीड मैं स्क्रू घुमाता हूं या मैं नट घुमाता हूं इसकी प्रगति क्या है लीड पिच बराबर है पिच क्या है 2 लगातार चूड़ी के बीच की दूरी 2 लगातार चोटियों या 2 लगातार घाटियों को एक स्क्रू में कहा जाता है पिच तो अगर यह एक ही चूड़ी है तो लीड पिच के बराबर होगा इसका मतलब है कहने के लिए मुझे पता है कि अगर मैं इसे एक पिच से घुमाता हूं तो लीड बराबर होगी उदाहरण के लिए यदि आप एक मोटर संलग्न करते हैं तो ठीक है और फिर आप उसमें एक पेंच लगाते हैं तो मोटर घूमता है ठीक है यह एक मोटर है यह मोटर घूमती है और यह पेंच है और इसके ऊपर यदि आपके पास एक टेबल है जो संलग्न है अब इस टेबल के किस घुमाव के लिए स्क्रू आगे बढ़ेगा या टेबल घूमेगा अगर तो यह वह लीड है जो एक घुमाव के लिए है वह कौन सी लीड है जो उस पिच के बराबर है जो हम कह रहे हैं इसलिए पेंच द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी धागे की पिच के बराबर होती है तो यह एक महत्वपूर्ण प्राचल है तो हमारे पास है कई स्टार्ट थ्रेड भी हैं तो मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड लीड हैं जो पिच का एक अभिन्न गुणक है तदनुसार आप डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट कर सकते हैं आपकी आवश्यकता के आधार पर डबल स्टार्ट स्क्रू के एक पूर्ण घुमाव के लिए 2 पिच लंबाई के बराबर राशि से आगे बढ़ेगा तो आप दोहरी शुरुआत भी कर सकते हैं और आम तौर पर आपके पास शीर्ष लीड पर क्या होता है और फिर आपके पास एक बोतल होती है उनकी हमेशा एक से अधिक शुरुआत होती है तो आप बोतल को बन्द करने की कोशिश कर सकते हैं केवल घूर्णन आधा को तेज करने का प्रयास कर सकते हैं तो हमारे पास हमेशा एक बोतल प्लास्टिक की बोतल में एक से अधिक स्टार्ट थ्रेड होगा जिसमें ढक्कन के साथ हमारे पास कई होंगे और सिंगल स्टार्ट आम तौर पर नट बोल्ट में होता है हमारे पास हमेशा एक ही स्टार्ट होता है विशेष अनुप्रयोग के लिए एकाधिक प्रारंभ आपके पास एकाधिक प्रारंभ थ्रेड भी हो सकते हैं कृपया समझें कि एकल प्रारंभ और एकाधिक प्रारंभ के बीच एक अंतर है

तो तत्व क्या हैं पेंच चूड़ी तत्व जिन्हें मापा जाना है या जिन्हें मापना आसान है प्रमुख व्यास लघु व्यास प्रभावी पिच कोण और चूड़ी का रूप बहुत महत्वपूर्ण है चूड़ी का रूप व्हिटवर्थ चूड़ी एक्मे चूड़ी ये चूड़ी के विभिन्न रूप हैं तो ये 5 तत्व या 6 तत्व हैं जो एक पेंच में होते हैं जिसे मापना होता है ताकि हम स्क्रू और नट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें जब वे प्रतीक्षा में हों तो आंतरिक सतह बाहरी सतह आइए पहले देखें कि हम दीर्घ व्यास को कैसे मापते हैं एक बड़े व्यास को मापने का सबसे सरल तरीका एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके इसे मापना है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आम तौर पर हम क्या करते हैं हम एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर लेते हैं और यहां हमारे पास एक निश्चित है और यहां हमारे पास एक चलती है इसलिए हम संपर्क बिंदु को बदलने की कोशिश करते हैं हम संपर्क बिंदु को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि स्क्रू थ्रेड्स वार्षिक चूड़ी के साथ बिल्कुल मेल खाते हों ताकि आप व्यास को मापने का प्रयास कर सकें हालांकि अधिक सटीक माप के लिए बेंच माइक्रोमीटर का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जिसे हमने देखा कि बेंच माइक्रोमीटर क्या है बेंच माइक्रोमीटर का प्रमुख लाभ यह है कि हाँ आपका प्रत्ययी संकेतक मापन प्रणाली का हिस्सा है इस प्रकार पहले से तय किए गए दबाव को इंडिकेटर फिड्यूशियल इंडिकेटर के संदर्भ में लागू करना संभव है यंत्र अनिवार्य रूप से एक तुलनित्र के रूप में प्रयोग किया जाता है हमने इस विषय को तुलनित्र में तुलनित्र के तहत पूरा किया जब हमने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज समाप्त किया तो हमने बेंच माइक्रोमीटर के बारे में भी अध्ययन किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेंच माइक्रोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से स्क्रू थ्रेड्स के प्रमुख व्यास को मापने के लिए किया जाता है तो आपके पास यह प्रत्ययी संकेतक है जो वहां है फिर हम छोटे व्यास को कैसे मापते हैं छोटे व्यास को मापने का सबसे अच्छा तरीका फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर का उपयोग करके इसे मापना है यह हमने तब भी देखा जब हमने तुलनित्र के बारे में अध्ययन किया लघु व्यास एक तुलनात्मक प्रक्रिया द्वारा एक माप है जहां चूड़ियों की जड़ से संपर्क करने वाले छोटे छोटे वी टुकड़ों में उपयोग किया जाता है वी टुकड़ाका चयन ऐसा होना चाहिए कि यदि वी टुकड़ा का सम्मिलित कोण धागे के कोण से कम हो तो प्रमुख व्यास लघु व्यास को फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर और बेंच माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है ये 2 उपकरणों की तुलना कर रहे हैं आप बड़े और छोटे व्यास को मापने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए यदि आप वापस जाते हैं और इसे देखते हैं तो यह फिड्यूशियल इंडिकेटर है जो आपके पास एक क्लैंप है तो यहाँ एक क्लैंप है जो शायद एक है जिसे हम मृत केंद्र के रूप में ले सकते हैं दूसरा हम इसे एक जीवित केंद्र के रूप में ले सकते हैं हम इसे पेंच के चूड़ी को यहां रखते हैं और फिर इन 2 क्लैम्प्स के बीच हम इसे पकड़ते हैं उस पर एक माइक्रोमीटर रीडिंग द्वारा देखा जाता है इसका थ्रेड मेजर डायमीटर रीडिंग क्या है प्रमुख व्यास और लघु व्यास को मापा जा सकता है प्रभावी व्यास जिसे अन्यथा पिच व्यास कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मापा जाना है तो एक चूड़ी माप हमेशा एक तार विधि द्वारा किया जाता है जो बहुत सरल और लोकप्रिय है तार विधि क्या है 2 चूड़ियां के बीच में आप बस एक तार डालें और फिर शुरू करें अगर आपके पास एक चूड़ी है तो अब आप क्या करते हैं क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ है तो आप एक और तार डाल दें तो अब आप तार के व्यास को जानते हैं और आप इसलिए अब आप उस व्यास को यहाँ मापते हैं और तब आप जानते हैं कि इससे तार का व्यास त्रिकोणमितीय गणनाओं द्वारा हम यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रभाव पिच व्यास क्या है तो यदि आप वापस जाएं और देखें कि प्रभावी व्यास क्या है इस आरेख में 4 पिच व्यास है जिसे हम मापने या प्रभावी व्यास में रुचि रखते हैं तो तीन विधियाँ हैं एक को एक तार विधि कहा जाता है दो को दो तार विधि कहा जाता है और तीसरे को सबसे अच्छे आकार के तार का व्यास कहा जाता है फिर चर्चा का अगला विषय स्क्रू थ्रेड तत्वों का मापन होगा तो यहाँ 3 प्रकार की विधियाँ हैं एक एक तार 2 तार और सबसे अच्छा आकार का तार है तो एक तार विधि इस पद्धति का उपयोग किया जाता है यदि तार पर आयाम के सैद्धांतिक मूल्य के समान आयाम के मानक गेज उपलब्ध हैं तो हम इस माप के लिए जाते हैं तो यहाँ माइक्रोमीटर की रीडिंग 2 या 3 अलग अलग स्थानों पर ली जाती है और औसत मान लिया जाता है इसलिए आम तौर पर मेट्रोलॉजी या यहां तक कि माप में हम जो भी करते हैं हम उसे प्रक्रिया को दोहराने के लिए कहते हैं और जब आप प्रक्रिया को दोहराते हैं तो हमें डेटा का 3 या 4 समूह मिलता है फिर हम जो मानक का पता लगाने की कोशिश करते हैं वह है सिग्मा मानक विचलन और माध्य यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रक्रिया भिन्नता क्या है और फिर उस विधि को चुनने का प्रयास करें जो हम चाहते हैं तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि हम 3 रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसका औसत मूल्य लेने का प्रयास करते हैं तो इस मान की तुलना मानक गेज से प्राप्त मान से की जाती है परिणामी अंतर पेंच के प्रभावी व्यास में त्रुटि का प्रतिबिंब है तो हम कैसे पता लगाते हैं यह पेंच का प्रभावी व्यास है तो यहां 2 3 प्रचाल हैं जिनका मुझे वर्णन करना है पहले वाले को M कहा जाता है M कुछ नहीं बल्कि तारों के ऊपर की दूरी है प्रभावी व्यास प्रभावी व्यास है और T तार के नीचे का आयाम है और P सुधार कारक है ठीक है इसलिए हमें इस P को विभिन्न विधियों के लिए खोजना होगा T M Where P सुधार कारक d सर्वोत्तम आकार के तार का व्यास M तारों से दूरी T तार के नीचे आयाम प्रभावी व्यास इसलिए जब हम 2 तार विधि का उपयोग करते हैं तो यह अधिक आसानी से समझ में आ जाएगा तो हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह 2 तार विधि में है ठीक है तो मूल रूप से यह एकल तार था जब हम 2 तार विधि लेने का प्रयास करते हैं ठीक है तो यहाँ आपने एक तार रखने की कोशिश की और विपरीत दिशा में आप एक तार रखते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हम स्क्रू गेज लगाने की कोशिश करते हैं और यहां यह एकदम सही संपर्क है ठीक है तो इसके बीच की दूरी को M कहा जाता है ठीक है तो इसके बाद के बाद से चूंकि एजी सुधार के लिए खाता है पेंच के केवल एक तरफ सुधार कारक के लिए खाता है इसलिए विपरीत दिशा में इसका हिसाब लगाने के लिए हमें 2 बार गुणा 2 से गुणा करना होगा तो अब P A G के 2 गुना के बराबर है जो कुछ भी नहीं है लेकिन P बटा 2 cot x2 d cosecx2 1 होगा इसलिए हालांकि इसे मापना संभव है M के मान को मापते हैं हम M को माइक्रोमीटर का उपयोग करके तारों के बीच की दूरी को मापते हैं यह विधि त्रुटि के लिए है इसलिए हालांकि हम इसे मापते हैं फिर भी हमारे पास त्रुटियां हैं फिर भी इस विधि में इस विधि में त्रुटि है ठीक है तो यहाँ मैं वापस जाता हूँ और यह d 2 1 है तो यह 2 तार विधि के लिए है हम इस P का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो P कुछ भी नहीं बल्कि सुधार कारक है तो अब इस सुधार कारक का उपयोग कहाँ किया जाता है तो यह प्रभावी व्यास या तार के आयाम के सैद्धांतिक आयाम के बराबर है और P इसके साथ सुधार कारक है तो टी प्लस सुधार कारक हमें प्रभावी व्यास मिलता है तो इस विधि में भी एक त्रुटि है तो आइए हम सबसे अच्छी तार विधि को देखें जो कि यह विधि है जिसे सर्वोत्तम तार विधि कहा जाता है तो सबसे अच्छी तार विधि में हम क्या करते हैं हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं d इसलिए हम एक समस्या हल करने का प्रयास करेंगे और फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो दो तार विधि का उपयोग करके स्क्रू के प्रभावी व्यास को मापने की आवश्यकता होती है एक पैमाने का उपयोग करके मापी गई 10 धागों की दूरी 125 मिलीमीटर है मीट्रिक चूड़ी के लिए सबसे अच्छे तार का आकार निर्धारित करें तो यहां जो दिया गया है वह एक पिच है पिच 10 धागे के लिए 125 मिलीमीटर के बराबर है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन पिच 125 मिलीमीटर होगी तो सबसे अच्छा तार विधि व्यास का क्या प्रभाव है व्यास कुछ भी नहीं है लेकिन P 2 sec x 2 जो कुछ भी नहीं है लेकिन जहां x 60 डिग्री के बराबर है मीट्रिक थ्रेड के लिए 60 डिग्री है चूड़ी अलग है लेकिन मीट्रिक चूड़ी के लिए यह 60 डिग्री है तो हम क्या करते हैं कि हम P को लेने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं है लेकिन 125 2 x sec 60 2 ठीक है तो यह 0722 मिलीमीटर के बराबर है यह इस्तेमाल किए गए मीट्रिक चूड़ी के सबसे अच्छे तार के आकार का होगा ठीक है तो यह 2 तार विधि द्वारा किया जाता है तो सबसे अच्छा व्यास तार लिया जाता है और फिर हम 2 तार विधि लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पिच क्या है

तो अगली 3 तार विधि है

तो आइए एक समस्या हल करने का प्रयास करें और यहां देखें इसके प्रभावी व्यास को मापने के लिए दो तार विधि का उपयोग करके एक मीट्रिक स्क्रू थ्रेड का निरीक्षण किया जा रहा है और निम्नलिखित डेटा उत्पन्न होता है प्रभावी व्यास T तारों के नीचे का आयाम P सुधार कारक T M - 2d P Therefore P P 03605 mm T 2508 - 20722 23236 mm 23636 03605 239965 mm अगला पिच का माप है तो अब तक हमने जो प्रमुख व्यास प्रमुख व्यास माप फिर लघु व्यास माप देखा हमने प्रभावी व्यास माप देखा फिर हम पिच माप तकनीकों को देखने जा रहे हैं पिच की पिच माप प्रगतिशील पिच त्रुटि द्वारा की जाती है यह त्रुटि तब होती है जब उपकरण कार्य वेग अनुपात गलत है लेकिन स्थिर है तो यह प्रगतिशील पिच है ठीक है प्रमुख व्यास मामूली व्यास और प्रभावी व्यास को मापने के बाद चर्चा का अगला विषय पिच त्रुटि होगा त्रुटि पिच है और त्रुटि में थ्रेड कोण त्रुटि पिच है और थ्रेड कोण भी पार्श्व सतह के हस्तक्षेप के कारण संबंधित सतह के प्रगतिशील कसने का कारण बनता है यानी इन 2 सतहों के बीच अगर कोई त्रुटि है तो कहना तो ये पार्श्व सतहें हैं ठीक है इसलिए जब कोई त्रुटि होती है तो इस त्रुटि को पिच त्रुटि कहा जाता है पिच त्रुटि काटने के उपकरण के वेग और कार्य वस्तु के घूर्णन वेग के अनुचित अनुपात के कारण होती है अनुचित अनुपात काटने के उपकरण का वेग कार्य वस्तु का घूर्णन वेग तो यह उपकरण के वेग को काटने उपकरण के वेग को काटने का कार्य वस्तु के घूर्णन वेग का अनुचित अनुपात है यह अनुचित अनुपात है ठीक है पिच त्रुटि को 3 में वर्गीकृत किया जा सकता है एक को प्रगतिशील पिच त्रुटि कहा जाता है अगले को आवधिक पिच त्रुटि कहा जाता है और तीसरे को अनियमित त्रुटि कहा जाता है जिसे ड्रंकन थ्रेड त्रुटि कहा जाता है तो प्रगतिशील पिच त्रुटि यह त्रुटि तब होती है जब भी उपकरण कार्य वेग अनुपात गलत होता है लेकिन स्थिर यह गलत होगा कि आप क्या चाहते हैं लेकिन यह स्थिर रहेगा आमतौर पर यह यंत्र के लीड स्क्रू में पिच त्रुटि के कारण होता है इसे प्रगतिशील पिच त्रुटि कहा जाता है पिच त्रुटि में योगदान देने वाले अन्य कारक गलत गियर ट्रेन या अनुमानित गियर ट्रेन हैं तो अगर गियर ट्रेन है गियर ट्रेन कुछ भी नहीं है लेकिन 2 गीयर फिर यह इंटर्न इसे प्रसारित करता है यह इंटर्न इस तक पहुंचाता है गियर की एक श्रृंखला जो एक दूसरे के साथ या तो कमी या टोक़ में वृद्धि के लिए गड़बड़ है हम इसे गियर ट्रेन कहते हैं

तो अगले एक को आवधिक पिच त्रुटि कहा जाता है यह त्रुटि तब होती है जब उपकरण कार्य वेग अनुपात स्थिर नहीं होता है पिछले एक में यह स्थिर है लेकिन यह गलत है प्रगतिशील पिच त्रुटि स्थिर है लेकिन गलत है तो निरंतर उपकरण कार्य वेग क्या है आवधिक में प्रगतिशील के लिए दर स्थिर यह स्थिर नहीं है योगदान कारक गियर ट्रेनों में पिच त्रुटि और या जोर बीयरिंग के माध्यम से खराब होने के कारण लीड स्क्रू की अक्षीय गति है हमारे पास हमेशा आवधिक पिच त्रुटि होगी

ड्रंकन त्रुटि ड्रंकन त्रुटि इसके परिणामस्वरूप एक पिच के अंतराल पर आवधिक त्रुटि रेंगती है थ्रेड अक्ष के समानांतर मापी गई पिच सही होगी लेकिन चूड़ी को सही हेलिक्स कोण पर नहीं काटा जाता है तो आपके पास एक ड्रंकन चूड़ी त्रुटि है या इसे अन्यथा अनियमित त्रुटि कहा जाता है यह त्रुटि एक पेंच के कामकाज के लिए एक गंभीर समस्या पैदा नहीं करती है लेकिन जब हम बड़े व्यास का उपयोग करेंगे तो एक ध्यान देने योग्य त्रुटि हो सकती है यह एक पिच मापने की मशीन है इसलिए यहां हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम पिच को मापने की कोशिश कर रहे हैं और हम त्रुटि को मापने की कोशिश कर रहे हैं तो अगला थ्रेड गेज होगा थ्रेड गेज या स्क्रू थ्रेड्स उस सीमा का आकलन करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें स्क्रू थ्रेड आकार की एक विशिष्ट सीमा तक पुष्टि करता है तो आपके पास पहले से ही एक गेज है तो इस गेज को यह देखने की अनुमति है कि आप इसे स्क्रू के ऊपर रखें और फिर स्क्रू थ्रेड देखें और देखें कि यह पूरी तरह से कितना समुच्चय है थ्रेड गेज को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है अनुप्रयोग के प्रकार के आधार पर थ्रेड गेज का वर्गीकरण उनके रूपों के आधार पर थ्रेड गेज का वर्गीकरण अनुप्रयोग के प्रकार कार्य गेज निरीक्षण गेज मास्टर गेज के आधार पर थ्रेड गेज का वर्गीकरण तो हमने शुरुआत में इसका अध्ययन किया कि ये कामकाजी निरीक्षण क्या हैं और फिर मास्टर फिर रूप के आधार पर थ्रेड गेज का वर्गीकरण आपके पास पता लगाने के लिए प्लग स्क्रू गेज या रिंग स्क्रू गेज होगा तो यहाँ फिर से हम इन गेजों को रखने की कोशिश करेंगे हम गो गेज और नो गो गेज के लिए टेलर के सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करेंगे एक गो गेज को दोनों पक्षों और ज्यामितीय विशेषताओं की जांच करनी चाहिए और यह पूर्ण रूप में होना चाहिए और नो गो गेज एक समय में केवल एक आयाम की जांच करना चाहिए और यह छोटा होगा तो इस तरह आप गो गेज नो गो गेज को देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो आपके पास अनुप्रयोगके आधार पर काम करने वाला गेज निरीक्षण गेज मास्टर गेज हो सकता है और जब वर्गीकरण रूप पर आधारित होता है तो यह प्लग प्रकार और रिंग प्रकार हो सकता है प्लग टाइप का मतलब है कि अगर कोई नट है तो वह प्लग टाइप है अगर दोनों हैं तो प्लग का इस्तेमाल किया जा सकता है और रिंग का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है प्लग स्क्रू गेज एक सीधा चूड़ी प्लग गेज एक स्क्रू थ्रेड के मूल तत्व अर्थात् प्रमुख व्यास पिच व्यास रूट क्लीयरेंस लीड और फ्लैंक कोण की सटीकता का आश्वासन देता है एक टेपर थ्रेड प्लग गेज इन सभी तत्वों के अलावा टेपर के साथ साथ सामने की लंबाई और सामने के छोर तक गेज पायदान की जांच करता है तो यह टेपर में इन सभी आयामों की जांच करता है और जब आप प्लग लगाते हैं तो यह प्रमुख व्यास पिच व्यास रूट क्लीयरेंस लीड और फ्लैंक कोण के बारे में बात करता है रिंग स्क्रू गेज का उपयोग बाहरी थ्रेड रूप जैसे बोल्ट रिंग एक्सटर्नल ओके बोल्ट की तरह चेक करने के लिए किया जाता है प्लग गेज के समान प्रभावी व्यास की जांच के लिए GO गेज और NOT GO गेज के पूर्ण रूप द्वारा लिमिट गेज की एक प्रणाली प्रदान की जाती है तो हमारे पास मापने के लिए प्लस गेज स्क्रू गेज के साथ साथ रिंग स्क्रू गेज भी होगा इसलिए जब हम पुनर्कथन करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास निम्नलिखित बिंदु होते हैं हमने पहले स्क्रू थ्रेड को मापने का परिचय देखा फिर हमने शब्दावली देखी फिर हमने विभिन्न थ्रेड तत्वों को देखा फिर स्क्रू थ्रेड तत्वों का मापन प्रमुख अक्ष लघु अक्ष माप प्रकार का गेज फिर स्क्रू गेज और रिंग स्क्रू गेज प्लग करें